तो यह पहला उदाहरण है जिसे आपने लिया है और एक छोटा सा सुधार वास्तव में यह a2 से विभाजित किया जाएगा जब मैं इसके माध्यम से जा रहा था तब गलती से मैंने a2 से गुणा किया था यह a2 से विभाजित किया जाना चाहिए तब यह सही है बाकी वैसे ही है ठीक है अगला वह उदाहरण है और फिर दूसरे उदाहरण पर आते है वास्तव में अब थोड़ा धीरे और धीरे धीरे हम विभिन्न प्रकार की समस्या पर जाएंगे अब फिगर 10 मैं आपको इसे दिखाऊंगा इसलिए सिंगल फेज सर्किट के सिंगल लाइन डाइग्राम में 3 KVA के बेस वैल्यू और 230 वोल्ट का उपयोग किया गया है तो आपको प्रति यूनिट सर्किट डाइग्राम खींचना होगा और प्रति यूनिट इम्पीडेंस और प्रति यूनिट सोर्स वोल्टेज निर्धारित करना होगा साथ ही लोड करंट प्रति यूनिट और एम्पियर दोनों में की भी गणना करें मेरा मतलब है कि आपको प्रति यूनिट वैल्यूस के साथ साथ अपने वर्तमान मूल्यों के टर्म्स में भी गणना करनी होगी अब एम्पीयर मान अब यह डाइग्राम है जो अंत वोल्टेज 220∟0 भेज रहा है यह वास्तव में KV है 220 KV या वोल्ट बस मुझे यह देखने दें 230 वोल्ट वास्तव में स्माल सिस्टम 230 वोल्ट है तो यह आपका जिसे आप बेस वैल्यू 3 KVA 230 वोल्ट कहते हैं तो यह वास्तव में 220 ∟0 वोल्ट यह सेक्शन 1 है फिगर 10 ये हैं ये ट्रांसफार्मर T1 है लाइन प्रतिरोध लाइन रिएकटेन्स 3Ω दी जाती है और यह ट्रांसफार्मर T2 है और लोड यह है लोड इम्पीडेंस 08 j03 Ω है तो इस पूरी चीज को 3 सेक्शन में विभाजित किया गया है यह सेक्शन 1 है यह सेक्शन 2 है और यह सेक्शन 3 है अब T को ट्रान्स्फ़ोर्म करने के लिए इसे 3KVA 230430 दिया जाता है यह ट्रांसफार्मर की रेटिंग है और इक्वीवेलेंट रिएकटेन्स 01 pu दी गई है इसी तरह ट्रांसफॉर्मर T के लिए यह एक 2KVA है यह ट्रांसफॉर्मर 440120 वोल्ट है और Xeq को फिर से 01pu दिया जाता है अब सबसे पहले आपको क्या करना है आपको बेस वैल्यू को चुनना है और इस प्रॉबलम में इस प्रॉबलम में जो दिया गया है कि आपको यह मान 3 KVA और 230 वोल्ट लेना होगा और इसके बेस पर आपको सब कुछ निर्धारित करना होगा इसलिए जब बेस MVA यह बेस KVA दिया गया है तो यह इसे MVA में परिवर्तित करता है इसलिए यह 31000 है 0003 यानी आपका बेस MVA है और यह है कि यह बेस वैल्यू पूरे नेटवर्क के लिए समान रहेगा इसका मतलब है यह बेस वैल्यू हम नहीं बदलेंगे यह वही रहेगा क्योंकि यह सही है और बेस वोल्टेज दिया गया है जो कि आपका 230 वोल्ट है लेकिन अगर आप उस पर गौर करेंगे इस ट्रांसफार्मर का अर्थ है कि 3 KVA और 230 वोल्ट मूल रूप से यह आपके लिए एक बेस के रूप में दिया गया है इसलिए यह सेक्शन 1 आप B1 लिखते हैं जो कि सेक्शन 1 के लिए है 230 वोल्ट है जो सेक्शन में स्पेसीफ़िकेशन के अनुसार 023 किलोवोल्ट है क्योंकि यह ट्रांसफार्मर T1 वास्तव में 3KVA 230 वोल्ट इस तरफ है इसलिए यह सेक्शन 1 इस तरफ इस ओर है अब इसके बेस पर हमें बेस वोल्टेज को लाइन के साथ साथ दूसरी तरफ भी ट्रांसफॉर्म करना होता है इसलिए ट्रांसफार्मर के पार जाते समय वोल्टेज बेस को ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेटिंग के अनुपात में बदल दिया जाता है इसलिए यह सेक्शन 2 के लिए है बेस वोल्टेज 433230230 433 वोल्ट है यदि आप देखते हैं कि यह साइड बेस है तो यह हो गया है कि आपका बेस वोल्टेज 230 वोल्ट है जिसका अर्थ है कि इस तरफ तो आपका ट्रांसफार्मर 433 वोल्ट रेटिंग है तो स्वचालित रूप से यह साइड बेस वोल्टेजbase वोल्टेज 433 वोल्ट होगा यही कारण है कि क्यों लेकिन आपको इसे बदलना होगा यह 433230230 है जो 433 वोल्ट आपके 433 वोल्ट है तो यह वास्तव में 0433 किलोवोल्ट है इसी तरह बेस वोल्टेज के लिए आपके सेक्शन 3 के लिए इसका मतलब है कि इस तरफ यह मूल रूप से ट्रांसफार्मर वास्तव में 440120 है लेकिन यह लाइनें वोल्ट बेस वोल्टेज 433 है इसलिए इसके अनुसार यह देखने के लिए कि सेक्शन c के लिए बेस वोल्टेज क्या है यह आपका इस तरफ है यह आपका हिस्सा है इसका मतलब है आपका VB3 120440433 होगा क्योंकि आप लो वोल्टेज की तरफ जा रहे हैं हालाँकि यह ट्रांसफार्मर 440120 है लेकिन आप पूरे नेटवर्क को इसमें बदल रहे हैं यह एक कॉमन बेस है इसलिए यह b सेक्शन 3 बेस वोल्टेज आपका 11809 वोल्ट है जो 011809 KV है तो आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे कि कैसे रूपांतरित किया जाए इसी तरह अब सेक्शन 1 के लिए ZB1 बेस इम्पीडेंस है जो VB12 base के बराबर है जो कि आपका 0232 0003 है जो कि 763 Ω है यह डाइग्राम के सेक्शन 1 के लिए बेस इम्पीडेंस है इसी तरह ZB2VB22 base तो यह आपके 04332 0003625Ω के बराबर है तो इसी तरह ZB3VB32 base 0118092 0003 तो 464Ω के लिए तो सभी 3 सेक्शन के बेस इम्पीडेंस की गणना की जाती है अब सेक्शन 3 में बेस करेंट सेक्शन 3 के लिए बेस MVA बेस बना हुआ है और इसलिए सेक्शन 3 में बेस करंट IB3base VB3 जो कि किलो एम्पीयर है और वह 254 एम्पीयर के बराबर है अब यह Xeq 010 Pu दिया गया है यह वास्तव में पुराना मूल्य है यह आप इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसे दूसरे बेस में बदलना होगा तो X1old Xeq 010 लेकिन X1new भी 010 pu X1old क्योंकि यह ट्रांसफॉर्मर के लिए है ट्रांसफॉर्मर रेटिंग 3KV है जो 0003 MVA है और 230 वोल्ट बेस है इसलिए ट्रांसफॉर्मर T1 के लिए यह नहीं बदलेगा यह वैसा ही रहेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को एक बेस के रूप में लिया गया है जो वोल्टेज के साथ साथ आपके वोल्ट एम्पीयर भी है इसलिए ट्रांसफॉर्मर T1 के लिए प्रति इकाई मूल्य लीकेज रिएकटेन्स में कोई परिवर्तन नहीं है ट्रांसफार्मर T2 के लिए Z BT2 फिर से 0442 your के बराबर है कि इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर T2 वास्तव में यह 2 KVA का है और 440V120 है इसलिए ट्रांसफार्मर T2 के लिए बेस इम्पीडेंस सबसे पहले आपको पता चलता है इसलिए ट्रांसफार्मर आपके प्राइमरी साइड में यह 440 वोल्ट है तो 044KV2 क्योंकि 044KV यह 2KVA द्वारा विभाजित है क्योंकि ट्रांसफार्मर T2 के लिए रेटिंग 2KVA 21000 है अर्थात 21000 MVA है तो MVA कि आपका 2MVA है कि हम 968 प्राप्त करेंगे यह ट्रांसफार्मर का बेस है इसकी रेटिंग के बेस पर अब ट्रांसफॉर्मर 2 का रिएक्टेन्स 01pu दिया जाता है अब पता करें कि ओमिक मान क्या है तो X2Ω X2 ZBT2 जो कि 01 968 है जो कि 968Ω है इसका मतलब है कि X2new अब बराबर है क्योंकि नया बेस इम्पीडेंस जो आपके लिए है जिसे आप कहते हैं कि ZB2 ZB2 को यह मान 62 मिला है सेक्शन 2 के लिए ZB2 को 625Ω मिला है इसलिए ट्रांसफार्मर 2 के लिए रिएक्टेन्स का नया मूल्य X2new968your 625 है मैंने यहाँ लिखा है ZB2 625 Ω इसका मतलब है कि X2new 01548 प्रति यूनिट इसी प्रकार रेखा के लिए XLineXLineΩZB2 इसलिए कि लाइन रिएक्टेन्स 3Ω सेक्शन 2 के बेस इम्पीडेंस से विभाजित है जो कि 3 625 जो 0048 pu है अगला लोड दिया जाता है लोड प्रति यूनिट Z1 Z1 ohmic ओमिक मान यह दिया जाता है 08 j बिंदु यह इम्पीडेंस दी जाती है यह इम्पीडेंस आपकी लाइन सेक्शन 3 के बेस इम्पीडेंस द्वारा विभाजित की जाती है इसका मतलब है कि सेक्शन 3 बेस इम्पीडेंस जो आपने प्राप्त की है वह ZB3 464Ω है यह एक इसका अर्थ है आपकी प्रति यूनिट आपकी ZLZLZB3 08 j 03 भागित 464 जो कि 01724 j00646 pu है तो प्रति यूनिट सर्किट फिगर 11 में दिखाया गया है तो आपके पास सर्किट में आपके पास एक वोल्टेज Vs है यह Vs वास्तव मे यह दिया जाता है यह 220∟0 दिया जाता है लेकिन बेस वोल्टेज 230 है प्रो में यह बेस वोल्टेज 230 दिया है तो 220230 कि हम वास्तव में 0956∟0 बन जाएंगे यह 220230 है ट्रांसफार्मर T1 के लिए यह j010 है क्योंकि लाइन के लिए यह j0048 pu है और ट्रांसफार्मर T2 लिए j01548 के और लोड के लिए यह 01724 j00646 प्रति यूनिट है इसलिए यहां इसे 01724 माफ किया गया है यह रसिस्टिव पाथ है क्योंकि लोड इंडक्टिव है और यह j00646 है यह लोड है और यह प्रति यूनिट डाइग्राम है तो Vs भी 220∟0 230 आधार है इसलिए 0956∟0 जो मैंने आपको बताया है इसलिए प्रति यूनिट कुल इम्पीडेंस ZT Z टोटल आप सभी को जोड़ते हैं आप इसे जोड़ते हैं यह सब होगा यह 04058∟64860 हो जाएगा जैसे यह एक रसिस्टिव पार्ट है यह रसिस्टिव पार्ट है और इसलिए IL प्रति यूनिट I के बराबर है क्योंकि वही करंट लोड मे जा रहा है यह लोड है तो IL प्रति यूनिट सिरीज़ सर्किट IVsZT के बराबर है इसलिए यह 0956∟00 भागित ZT के बराबर है तो कुल जो आपको मिला है वह 2355∟ 64860 प्रति यूनिट के बराबर है यह आपका जिसे आप कहते हैं यह करेंट का प्रति यूनिट मान है फिर आपको एम्पीयर का पता लगाना है हमने देखा है कि हमें ILIB3 का पता लगाना है हमने देखा है कि उस साइड के लिए बेस करंट पहले 254 एम्पीयर है तो यह प्रति यूनिट मान 254 से गुणा होता है तो यह 5983∟ 64860 एम्पीयर होगा तो यह लोड करंट है और करंट लैगिंग है क्योंकि लोड इंडक्टिव है तो यह न्यूमेरिकल आप समझ गए हैं अब हम धीरे धीरे और धीरे धीरे इस तरह की छोटी से बड़ी समस्या के बारे में जानेगें जो कि सभी प्रकार की चीजों से हम स्पष्ट हो जाएंगे तब आप जान पाएंगे कि इस प्रति यूनिट बातचीत से क्या फायदा है ऐसी बात को रूपांतरित करना तो फिगर 12 12 मे मैं आपको दिखाऊंगा कि यह बड़ा आरेख है तो एक पावर सिस्टम की सिंगल लाइन डाइग्राम जनरेटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग नीचे दी गई है तो यह वास्तव में डेटा देने से पहले आपका यह वास्तव में आपका फिगर 12 है फिगर 12 यहाँ तीन जनरेटर हैं जनरेटर 1 जनरेटर 2 और जनरेटर 3 अब यह जनरेटर 1 यह Y Y जुड़ा हुआ है यह ग्राउंडेड है जनरेटर 3 ग्राउंडेड नहीं है जनरेटर 2 ग्राउंडेड है तो जनरेटर 1 में 25 MVA रेटिंग और 66 KV टर्मिनल वोल्टेज है ये ट्रांसफार्मर एक ∆ Y है Y ग्राउंडेड है ∆ Y ट्रांसफार्मर 66 और 115 KV ठीक इसी तरह है और यह एक लाइन लाइन 1 है यह केवल रिएकटेन्स है जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं j120Ω और यह जनरेटर 2 है यह Y कन्नेक्टेड है लेकिन ग्राउंडेड है यह 15 MVA है 66 KV ये ट्रांसफार्मर वास्तव में ∆ Y ∆ साइड 66 है और Y साइड 115 KV है और यह आपकी लाइन 2 है यह j90Ω है यह आपका जिसे आप कहते हैं यह लाइन रिएक्टेन्स है और यह ट्रांसफार्मर 3 है ये हैं ये दो ट्रांसफार्मर थ्री फेस ट्रांसफार्मर हैं यह एक और यह थ्री फेस ट्रांसफार्मर है लेकिन यह ट्रांसफार्मर वास्तव में इस थ्री फेस ट्रांसफार्मर में तीन सिंगल फेस ट्रांसफार्मर जुडे हुए है इसलिए प्रत्येक एकल सुविधा 6969 KV थी लेकिन जैसा कि इसे थ्री फेस में बनाया जा सकता है यह Y Y सेकंडरी साइड ग्राउंडेड है इसलिए 3 69⁄ 69 3 KV क्योंकि सिंगल फेस में इसे 69 69 हाइ वोल्टेज से लो वोल्टेज दिया गया था लेकिन जब आप 3 सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इसे अपना Y कनेक्शन बना रहे हैं और इन सभी चीजों का हमें प्रतिनिधित्व करना है तो यह लाइन से लाइन वोल्टेज नहीं करेगा इसीलिए इसे 3 से गुणा किया जाता है और आपके पास सेकंडरी साइड भी 3 से गुणा होता है और यह जनरेटर Y कन्नेक्टेड है G3 30MVA और 132 KV है यह सिंगल लाइन डायग्राम है आपको प्रति बनाना है इसका मतलब यह है कि आपको नीचे दिए गए इस एक जनरेटर का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है इसलिए हमें आपको यह बताना है कि आपको क्या करना है आपको यह पता लगाना है कि यह प्रति यूनिट है जो आप रिएक्टेन्स डायग्राम हैं तो G1 25 MVA है मैंने बताया 66 KV जनरेटर रेटिंग खेद है जनरेटर रिएक्टेन्स 02 दिया गया है क्योंकि हर जहां j होगा लेकिन j को नहीं रखना है केवल इस अंतिम सर्किट में हम j को रखेंगे यह कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर तो G2 रेटिंग बराबर है 15 जनरेटर 2 रेटिंग 15 MVA 66 KV और रिएकटेन्स 015 pu है इसी तरह जनरेटर 3 यह 30 MVA और 132 KV है और यह जनरेटर रिएकटेन्स 015 pu है ट्रांसफार्मर T1 30 MVA है यह 66 ∆ साइड KV है और 115 Y साइड KV है और ट्रांसफार्मर रिएकटेन्स 010 pu है इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर T2 के लिए यह 15 MVA है यह 15 MVA है 66 KV डेल्टा साइड है और 115 KV Y साइड मैं KV यहाँ लिख रहा हूं लेकिन समझने योग्य है ट्रांसफॉर्मर T2 के लिए रिएकटेन्स 010 pu और ट्रांसफॉर्मर T3 वास्तव में सिंगल फेज यूनिट है जिसमें प्रत्येक की रेटिंग 10 MVA और 6969 KV और XT3 की रेटिंग 010 pu है इसलिए चूंकि यह सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है इसलिए लाइन से लाइन वोल्टेज तीन सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर मे कनेक्ट करने के लिए के लिए 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर थ्री फेस ट्रांसफॉर्मर है इसीलिए लाइन से लाइन वोल्टेज के लिए आपको इसे 3 से गुणा करना होगा और इसे 3 KV से करना होगा इसलिए हमें प्रति यूनिट सर्किट डाइग्राम खींचना है जनरेटर 1 के सब सर्किट के सर्किट डाइग्राम में 30 MVA और 66 KV के बेस मान हैं यदि बेस मान दिया जाता है कि आपको 30 MVA बेस लेना है तो MVA का बेस 30 होना चाहिए और यह वोल्टेज 66 KV होना चाहिए जिसके आधार पर आपको इस डायग्राम सिंगल फेस प्रति यूनिट आपकी रिएकटेन्स डायग्राम बनाना होगा तो जनरेटर 1 सर्किट में चुने गए बेस मानों को 30 MVA और 66 KV दिया जाता है जिसका अर्थ है कि इस साइड को आपको 66 KV लेना होगा लेकिन इस साइड बेस 30 है हमारे पास सभी उत्पन्न रेटिंग 25 MVA 15 MVA है और यह साइड 13 MVA का है इसलिए लाइन 1 का ट्रांसमिशन लाइन बेस वोल्टेज 115 KV है क्योंकि जनरेटर साइड वोल्टेज जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज 66 KV है यह ट्रांसफार्मर भी 66 KV है इसलिए ऑटोमेटिकली यह लाइन साइड बेस वोल्टेज 115 KV हो जाएगा क्योंकि यह आपकी सेकंडरी साइड ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज है तो यही कारण है कि जनरेटर 2 बेस वोल्टेज के लिए भी 66 KV है मेरा मतलब है कि इस जनरेटर के लिए उनके टर्मिनल वोल्टेज 66 KV भी हैं तो बेस वोल्टेज भी 66 KV का है मतलब कि यहां आप वास्तव में सीधे जुड़े हुए हैं कोई लाइन यहां नहीं है इसलिए किसी भी इम्पीडेंस रिएकटेन्स को दिखाया नहीं गया है या इम्पीडेंस को दिखाया गया है इसका मतलब है कि यह सीधे जुड़ा हुआ है तो यह साइड बेस वोल्टेज 115 KV है और ऑटोमेटिकली बेस वोल्टेज 66 KV लिया जाता है तो जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज भी 66 KV है तो अन्य साइड बेस वोल्टेज 115 KV होगा इसलिए बिल्कुल कोई समस्या नहीं है अब अगले के रूप में ट्रांसफार्मर T3 69 KV और 69 KV प्रति फेस रेटेड है क्योंकि हमने तीन सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया है इसलिए लाइन वोल्टेज अनुपात 69√369√3 होगा यदि आप √3 से गुणा करते हैं तो यह मूल रूप से 12 लो वोल्टेज साइड 12 KV पर होगा और हाइ वोल्टेज साइड 120 KV लाइन से लाइन होगा इसलिए जनरेटर 3 सर्किट के लिए बेस लाइन वोल्टेज यह है कि यह इस जनरेटर के लिए है क्योंकि यह ट्रांसफार्मर वास्तव में 12 आपके 12 KV120 KV है लेकिन लाइन बेस वोल्टेज इस तरफ भी यह लाइन बेस्ड वोल्टेज 115 वोल्ट है लेकिन यह साइड तब 12 120 115 होना चाहिए जो कि इस तरफ इस जनरेटर साइड 115 KV का होगा तो इसका मतलब है कि जनरेटर 3 सर्किट के लिए बेस लाइन वोल्टेज 12 होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर अब 12 2 है यह 12 120 है लेकिन आपका बेस वोल्टेज यह वोल्टेज 115 KV है इस लाइन साइड इसलिए इस साइड वोल्टेज 12 120 115 होगा इसलिए 115 KV इसलिए यह आपका इस साइड का बेस वोल्टेज हैं तो इस तरह से आपको बदलना होगा और आपको चीजों को सही तरीके से बनाना होगा मुझे उम्मीद है कि आप इस को समझ गए होंगे इसलिए एक बार जब यह पूरा हो जाता है फिर MVA बेस दिया जाता है MVA बेस 30 दिया जाता है इस पूरे बेस वोल्टेज में आमतौर पर एक बेस MVA होता है आमतौर पर नहीं बदलता है इसलिए MVA बेस 30 लेकिन पहला जनरेटर लेकिन पहला जनरेटर इसकी रेटिंग 25 MVA है लेकिन इस पर बेस वोल्टेज 66 KV है इसका मतलब है कि इसके अनुपात के प्रोपोर्शन में यह बेस MVA यह रिएकटेन्स बदल जाएगी तो Xg1 02 30 क्योंकि 02 दिया गया है इसलिए 30 गुणित 02 अपनी खुद की रेटिंग पर अपना एक बेस है लेकिन 02 30 25 वहाँ 024 pu है क्योंकि आपको हर चीज को कॉमन बेस कॉमन MVA बेस और कॉमन वोल्टेज बेस पर कन्वर्ट करना होगा इसी तरह Xg2 01530 15 होगा जहां जनरेटर 15 MVA है लेकिन बेस MVA 30 है इसलिए यह 01530 15 होगा जो 030 pu है अब जनरेटर 3 के मामले में बेस MVA 30 है और यह भी 30 है इसलिए वहाँ अनुपात 3030 कैन्सल हो जाएगा लेकिन यह 015132 115 202 pu हो जाएगा मेरा मतलब है अगर आपको कोई कन्फ़्युजन है तो यह कुछ इस तरह का होगा मैंने इस चीज़ के लिए यहाँ जनरेटर के लिए कुछ गणना की है जनरेटर इम्पीडेंस वास्तव में जनरेटर 3 के लिए 0 𝟏𝟓 pu दिया इन जनरेटर के लिए यह दिया गया डेटा है तो इसकी रेटिंग 132 KV है अपनी रेटिंग पर हो अपनी रेटिंग पर हो या 132 KV 30 MVA के बेस पर हो तो 015 यह 1322 MVA base होगा तो MVA का बेस यह जनरेटर 30 MVA है और MVA का बेस भी 30 MVA है तो ZB3 आपके बराबर है और आपका बेस इम्पीडेंस होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में यह बेस इम्पीडेंस MVA बेस दोनों मामलों में समान 30 30 में परिवर्तित हो सकता है लेकिन यह इस साइड के लिए बेस होगा जो कि जनरेटर 3 साइड है हमे बेस वोल्टेज 115 KV प्राप्त हुआ है इसका मतलब है कि यह ZB3 1152 MVA base है यह वास्तव में ओम है हम इसे अपनी रेटिंग में परिवर्तित करते हैं और यह बेस वैल्यू है जो हमें मिला है वह 115 है इसलिए Xg3 प्रति यूनिट Xg3ZB3 होगा यह Xg3 है इसका मतलब यह ओमिक मान है यह ओमिक मान इसलिए यदि आप इसे लाते हैं यदि आप इसे यहां रखते हैं तो MVA बेस कैन्सल कर दिया जाएगा तो अंत में यह आपका Xg3pu 0515 1322 1152 हो जाएगा और वह प्रति यूनिट है इसका मतलब है आपका Xg3 020 pu हो जाएगा तो इस तरह से आपको बदलना होगा ट्रांसफार्मर 1 के लिए XT1 010 pu है क्योंकि ट्रांसफार्मर आपकी जहां यह रेटिंग है मैं आपको डेटा दिखाऊंगा ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर के लिए भी इसी तरह बेस MVA 30 ट्रांसफार्मर रेटिंग भी 30 है इसलिए बेस MVA हम प्रभावित नहीं करेंगे लेकिन वोल्टेज को हमें देखना होगा तो ट्रांसफॉर्मर के लिए XT3 010120 2 होगा क्योंकि यह ट्रांसफॉर्मर T1 वास्तव मे 115 आपका जिसे आप कहते हैं यह ट्रांसफॉर्मर T1 है और दूसरी तरफ की लाइनें 115 हैं इसलिए ट्रांसफॉर्मर T1 वही रहेगा क्योंकि बेस वोल्टेज 30 MVA 66 KV प्राइमरी साइड हैं इसलिए सेकंडरी साइड 115 है इसलिए ट्रांसफॉर्मर T1 के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ यह उसी तरह रहेगा जैसा वह है अब ट्रांसफॉर्मर T2 के लिए ट्रांसफॉर्मर T2 यह इसकी रेटिंग है बस 1 मिनट के लिए है मुझे डेटा T2 का पता लगाने दें ट्रांसफॉर्मर T2 यह 15 MVA है लेकिन फिर से 66 ∆ साइड 115 है इसलिए वोल्टेज हम प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि 66 KV आपका बेस वोल्टेज है इसलिए दूसरे साइड की रेटिंग ऑटोमेटिकली 115 हो जाएगी लेकिन MVA की रेटिंग अलग अलग 15 MVA है लेकिन बेस MVA है बेस MVA 30 है बेस MVA 30 है इसका मतलब है कि X 01030 15 होगा जो कि वैसे ही है जैसे हमारे द्वारा किया गया जनरेटर है तो यह 020 pu है इसी तरह ट्रांसफॉर्मर T3 के लिए XT3 है यह 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जैसा आपने बनाया है लेकिन रेटिंग प्रति यूनिट यह 010 है तो अगर यह 3 याद है एक बात सुनो कि सिंगल फेज या थ्री फेज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता यहां तक कि प्रति यूनिट दिया जाता है इसका मतलब है कि आपको 010 लेना है क्योंकि यह थ्री फेज है कृपया 3 या √3 से गुणा न करें यह पावर यूनिट दी गई है जहां भी चीजें गलत होंगी जो कुछ भी है वहाँ आप लेंगे तो XT3 010 होगा और बेस MVA 30 है और ट्रांसफार्मर की रेटिंग भी 30 MVA है तो केवल 012 यह होगा यदि आप समीकरण 16 फिर से या उसी के रूप में पहले जो भी मैंने इसे इसी तरह बनाया है आपको यह 011 pu मिलेगा तो यह सभी इंपीडेंस आपको मिले है तो यहाँ इस गणना के लिए मैंने इसे यहाँ भी बना दिया है हम इसके माध्यम से भी जा सकते हैं और फिर अब लाइन के लिए यह 115 KV लाइन बेस वोल्टेज है तो Z B Line ZB Line 2 30 है जो 440 Ω है तो XLine 1 120 440 आपके उस बिंदु के बराबर है जिसे आप 027 pu कहते है क्योंकि लाइन रिएकटेन्स 120 Ω दिया जाता है इसलिए यह 027 pu है इसी तरह XLine के लिए XLine 290 440 जो 0205 pu है 205 pu के लिए अब इस डाइग्राम को देखें अब आप इस इक्वीवेलेंट को प्रति यूनिट डाइग्राम को देखते हैं तो यह जनरेटर 1 है और यह आपका जनरेटर 1 है तो इसका 0224 Xg1 XT1 पॉइंट आपका 10 है इसलिए यह ट्रांसफार्मर T1 है फिर लाइन आ रही है तो यह X यह Xline j027 है जो हमें मिला है अब यह जनरेटर 2 है इसे इन दो के बीच जोड़ा जाता है तो यह जनरेटर 2 है यह समानांतर में होगा यह G2 और G3 समानांतर में होगा ये दोनों समानांतर में हैं इसलिए यह आपका XT2 है यह XT2 है T2 यहीं आपका j02 है और Xg2 हमने गणना की है जो कि j03 है यह जनरेटर 2 है इसके लिए यह लाइन Xline 2 आ रही है फिर यह Xline 2 j0205 है फिर XT3 आ रहा है मतलब यह है कि यह अब XT3 आ रहा है तो यह j011 है फिर यह जनरेटर Xg3 यहां j020 आ रहा है और सर्किट की गणना करता है तो यह प्रति यूनिट सर्किट डाइग्राम है तो यह G1 है और G2G3 समानांतर में है इसीलिए यह समानांतर में है तो यह प्रति यूनिट डाइग्राम है मुझे आशा है कि यह एक आप समझ चुके है यह एक यह मेरा मतलब है कि थोड़ा मुश्किल वाला है लेकिन आपको इसमें मुश्किल से बस यह देखना होगा कि आपने प्रत्येक मात्रा को उचित बेस प्रति यूनिट मानों में परिवर्तित किया है उन्हे उचित बेस मे परिवर्तित करके कि सही बेस अधिक महत्वपूर्ण है तो अगला एक और है यह एक और प्रकार है तो इस मामले में एक 100 MVA 33 KV थ्री फेस जनरेटर में 15 की रिएकटेन्स है जो 015 pu है जनरेटर एक ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर के माध्यम से मोटरों से जुड़ा हुआ है जैसा कि फिगर 14 में दिखाया गया है यह फिगर 14 है मैं उस पर आऊंगा मोटर्स मे 40 MVA 30 MVA और 20 MVA के रेटेड इनपुट 33 30 KV के 20 रिएकटेन्स के साथ प्रति यूनिट सर्किट डाइग्राम खींचे हैं इसका मतलब है आपके पास एक जनरेटर है यह 100 MVA 33 KV है और Xg 015 pu यह दिया गया है आपका ट्रांसफार्मर T1 है यह 110 MVA ट्रांसफार्मर रेटिंग है यहां उल्लेख नहीं है लेकिन यहाँ यह उल्लेख किया गया है कि यह 110 MVA का है यह ∆ ट्रांसफॉर्मर है ∆ साइड 32 KV है और Y साइड 110 KV है जो सभी लाइन से लाइन में हैं और इस ट्रांसफॉर्मर का XT1 रीएक्टेंस 008pu और फिर लाइन को कहते है तो यह ट्रांसमिशन लाइन है यह 60Ω है यह 60Ω है और यह ट्रांसफार्मर T2 है यहाँ भी 110 MVA ट्रांसफार्मर T2 भी 110 MVA वोल्टेज भी 11032 kV 32 KV है तो हाइ वोल्टेज साइड 100 है मैंने आपको पहले ही बताया था कि Y साइड आमतौर पर हाइ वोल्टेज साइड के लिए रखा जाता है और ∆ साइड लो वोल्टेज साइड के लिए है तो 11032 KV Y है यह साइड Y है यह साइड ∆ है और XT2 भी 008 pu है अब यहां तीन मोटर समानांतर मे जुड़े हुए हैं एक रेटिंग 40 MVA और Xm1 020 pu है यह मोटर 1 रिएकटेन्स इसी तरह 30 MVA है एक अन्य मोटर 2 020 pu है और 20 MVA एक और एक और मोटर रिएकटेन्स 02 है और j ऐसा नहीं है और हर जगह ऐसा नहीं है लेकिन अंतिम प्रति यूनिट डाइग्राम में हम j को रखेंगे इसलिए यह मानते हुए कि आपको यहां कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है तो आपको यह मान लेना होगा कि MVA बेस आप मान रहे हैं कि यह 100 है और KV बेस आपने जनरेटर सर्किट में 33 मान लिया है तो MVA बेस का मतलब है कि जनरेटर की ओर से हमने जनरेटर रेटिंग ली है 100 MVA 33 KV बेस 33 KV दिया गया है तो यह 33 KV वोल्टेज बेस वोल्टेज और 100 MVA इस चीज को हम बेस के रूप में चुन रहे हैं ऐसे कि Xg आप कभी नहीं बदलेंगे इसलिए Xg 015 pu ही रहेगा इसलिए B line बेस जो कि आपका लाइन बेस है बेस वोल्टेज 3311032 होगा क्योंकि यह ट्रांसफार्मर वास्तव में 32110 है लाइन साइड 110 KV है लेकिन हमें कॉमन बेस में बदलना होगा इसलिए ऐसा है लेकिन यह वोल्टेज आपने 33 लिया है इसलिए लाइन साइड 3311032 वह होगा जो 11343 KV बनेगा तो अब ZBKVBase2 MVAbase यह वास्तव में 332100 है जो कि 1089 Ω वास्तव मे यह कॉमन बेस है यह ZB है क्योंकि बेस MVA 100 है और यह बात है तो ZBT1ZB2BT2322110 9309 Ω है क्योंकि ट्रांसफ़ॉर्मर T1 और ट्रांसफ़ॉर्मर T1 में समान वोल्टेज की रेटिंग है और इसीलिए उस बेस पर आपका बेस वोल्टेज आप 33 KV ले रहे हैं तो उन ट्रांसफॉर्मर के लिए लो वोल्टेज साइड 32 KV है इसलिए 2 MVA 110 ट्रांसफॉर्मर के लिए दिया जाता है तो यह 9309 Ω हो जाएगा इसलिए XT1 और XT2 होगा इसे 008 pu दिया जाता है इसका मतलब है कि XT1Ω XT1Ω XT2 Ω लेकिन दोनों ही ट्रांसफॉर्मर मे समान प्रति यूनिट आपने ओमिक मानों 00899339309 Ω को परिवर्तित कर दिया है जो 0744Ω है तो यह ट्रांसफॉर्मर रिएक्टेन्ट के लिए ओमिक वैल्यू है जिसका मतलब है इसकी अपनी रेटिंग पर आपको पता चलता है कि इसका बेस इम्पीडेंस क्या है और फिर आप इसे ओमिक मानों में बदल देते हैं परंतु बेस इम्पीडेंस 1089 है इसलिए XT1 newXT2 new07441089 00683 pu यह नया मान है बेशक यह समान बात आप समीकरण 16 का उपयोग कर सकते हैं बेस मात्रा और प्रति यूनिट मात्रा के नए और पुराने मूल्यों के संदर्भ में हम फिर आएंगे